प्रोग्राम आउटकम से संबंधित मॉड्यूल 1 यूनिट 6 के लिए आपका स्वागत है यहां अंतिम इकाई जो कि U5 है हमने एक्रीडिटेशन की भूमिका को समझा जो लगातार महत्वपूर्ण होता जा रहा है और सभी सामान्य कार्यक्रमों के लिए NAAC एक्रीडिटेशन के मानदंड को भी समझा गया है एक्रीडिटेशन एजेंसी नेशनल एसेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल है और समापन की केंद्रीयता को भी समझा जिसे हमने गुणवत्ता लूप कहा कोर्स आउटकम्स प्रोग्राम आउटकम और प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम्स के स्तर है हमने NAAC एक्रीडिटेशन की भूमिका और विशेषताओं को समझा अब इस इकाई में हम सामान्य उच्च शिक्षा कार्यक्रमों के प्रोग्राम आउटकम की पहचान करने का प्रयास करेंगे और विशेष रूप से हम चयनित POs के PO1 PO2 और PO3 की प्रकृति को समझने की कोशिश करेंगे जो हम इस वर्तमान इकाई में देख रहे हैं अब हम पहले ही उल्लेख कर चुके हैं कि हम एक बार फिर उल्लेख करेंगे कि आउटकम के तीन स्तर हैं एक कार्यक्रम के स्तर पर है न केवल एक कार्यक्रम एक अकादमिक संस्थान में पेश किए जाने वाले सभी स्नातक कार्यक्रम संस्थान एक स्वायत्त संस्थान या विश्वविद्यालय हो सकता है एक संबद्ध कॉलेज के लिए विश्वविद्यालय प्रोग्राम आउटकम की पहचान करता है और संबद्ध कॉलेज को विश्वविद्यालय निकायों द्वारा पहचाने गए प्रोग्राम आउटकम के तहत काम करना होगा इसलिए प्रोग्राम आउटकम ऐसे कथन हैं जो बताते हैं कि छात्रों को सामान्य उच्च शिक्षा कार्यक्रम से स्नातक होने के समय क्या करना चाहिए और उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा पहचाना जाना चाहिए या जैसा कि मैंने किसी भी स्वायत्त संस्थान द्वारा भी कहा है और ये प्रोग्राम आउटकम एक कार्यक्रम के लिए गैर विशिष्ट हैं इसका मतलब है अर्थशास्त्र में BA कार्यक्रम या जीव विज्ञान में BSc कार्यक्रम या साहित्य में BA जैसे कुछ या BCom इन सभी में एक ही प्रोग्राम आउटकम होंगे इसका मतलब है वे किसी भी स्नातक की वांछनीय विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और फिर अगले स्तर के प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम्स आते हैं वे बयान हैं जो बताते हैं कि विशिष्ट सामान्य कार्यक्रम के स्नातकों को क्या करने में सक्षम होना चाहिए एक बार फिर हम इसे अलग अलग संस्थानों के लिए अलग बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं या हम इसे इस तरह से नहीं डाल सकते हैं फिर भी एक विश्वविद्यालय उस विशेष कार्यक्रम के लिए अध्ययन बोर्ड के माध्यम से प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम्स की पहचान करेगा लेकिन सभी संबद्ध कॉलेजों द्वारा एक ही कार्यक्रम पेश किया जा सकता है तो उस हद तक सभी संबद्ध कॉलेजों को प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम्स के एक ही सेट का उपयोग करना होगा लेकिन एक विश्वविद्यालय PSO के संदर्भ में अन्य विश्वविद्यालयों के साथ अलग अलग हो सकता है और यह है कि कैसे हम एक स्वायत्त संस्थान में अर्थशास्त्र में BA कहते हैं एक ही BA कार्यक्रम की पेशकश करने वाले एक अन्य स्वायत्त संस्थान के साथ भिन्न हो सकते हैं तो एक संस्थान अपने कार्यक्रम को अपने PSO के माध्यम से एक समान कार्यक्रम से अलग कर सकता है फिर तीसरा स्तर है कोर्स आउटकम्स CO ऐसे वक्तव्य हैं जो बताते हैं कि छात्रों को एक कोर्स के अंत में क्या करने में सक्षम होना चाहिए इन्हें या तो स्वायत्त संस्थान में प्रशिक्षक द्वारा या विश्वविद्यालय में कार्यक्रम के अध्ययन के बोर्ड द्वारा पहचाना जाता है इसलिए किसी भी तरह से पाठ्यक्रम के स्तर पर स्वतंत्रता की काफी मात्रा है इसलिए कोर्स आउटकम्स यह दर्शाते हैं कि छात्रों को पाठ्यक्रम के अंत में क्या करने में सक्षम होना चाहिए अब यह आरेख PO और PSO और पाठ्यक्रम के बीच संबंधों का प्रतिनिधित्व करता है आदर्श रूप में पाठ्यक्रम डिजाइन शीर्ष नीचे तरीके से होना चाहिए आप पहले PO और PSO की पहचान कर रहे हैं और इस आउटकम्स को प्राप्त करने के लिए आप पाठ्यक्रम को डिजाइन करते हैं हालाँकि अभी व्यवहार में यह उस तरह से नहीं होता है लेकिन जहाँ तक संभव हो आप PO और PSO से शुरू करें और फिर पाठ्यक्रम में इस तरह से समायोजन करें कि वांछित PO और PSO प्राप्य हों और वास्तव में प्राप्त हों अब इन PO और PSO को बनाने की प्रक्रिया क्या है यहाँ प्रोग्राम आउटकम्स जैसा कि हमने कहा कि विश्वविद्यालय या एक संस्थान समिति द्वारा सभी हितधारकों के प्रतिनिधित्व के साथ निर्णय लिया जाता है हितधारकों में नियोक्ता एलुमिनी माता पिता संकाय स्नातक करने वाले छात्र शामिल होंगे इसलिए आप यहां एक समिति बनाते हैं और बड़ी संख्या में हितधारकों के साथ बातचीत करते हैं लेकिन समिति के पास सभी हितधारकों का औपचारिक प्रतिनिधित्व होगा और पुनरावृति प्रक्रिया के माध्यम से यहां एक प्रक्रिया को परिभाषित किया गया है और जिसे NAAC मान्यता प्रक्रिया द्वारा आवश्यक रूप से परिभाषित किया गया है और यह तय करें कि प्रोग्राम आउटकम्स क्या हैं इसी तरह एक विभागीय समिति या अध्ययन का बोर्ड जो वे फिर से हितधारकों के साथ बातचीत करेंगे और समय समय पर प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम्स की समीक्षा करेंगे इसलिए जब भी आप अपने पाठ्यक्रम का पुनरीक्षण या पुन डिज़ाइन करना चाहते हैं तो पहली बात यह है कि आपको यह देखना होगा कि आप अपने PSO को बदलना चाहते हैं या नहीं और प्रोग्राम आउटकम्स कुछ हैं जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि वे सभी कार्यक्रमों में आम हैं इसलिए यह समिति जो प्रोग्राम आउटकम्स को लिखने के बारे में बात करती है वह उस समिति से बहुत अलग है जो PSO का फैसला करती है इसलिए जब इन दोनों को लिखा जाता है तो वे समान स्तर पर होते हैं और साथ में पाठ्यक्रम के डिज़ाइन का नेतृत्व करना चाहिए जो मोटे तौर पर PO और PSO के बीच का संबंध है बेशक व्यवहार में यह कुछ अलग तरीके से या पुनरावृत्त तरीके से हो सकता है या आपके पास पहले से ही एक पाठ्यक्रम है और फिर आप वापस लिखते हैं लेकिन फिर भी यदि कॉलेज या विश्वविद्यालय के पास कोई विकल्प है तो उन्हें शीर्ष नीचे दृष्टिकोण से शुरू करना चाहिए प्रत्येक कार्यक्रम के PO और फिर PSO लिखना और फिर पाठ्यक्रम डिजाइन करना अब क्यों प्रोग्राम आउटकम्स एक सामान्य कार्यक्रम से स्नातक के अधिकांश स्नातक होने के तुरंत बाद रोजगार की तलाश करते हैं यह संख्या 80 प्रतिशत तक हो सकती है पहली डिग्री के बाद लोग अपनी औपचारिक शिक्षा बंद कर देते हैं और छात्रों का एक छोटा प्रतिशत स्नातक कार्यक्रम या विशेषज्ञ प्रशिक्षण कार्यक्रम या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए आगे बढ़ता है और यदि आप स्नातकों के एक महत्वपूर्ण प्रतिशत को देखते हैं तो यह भी मानते हैं कि यह डिग्री प्राप्त करने के बराबर है यह शिक्षा के स्वीकार्य स्तर के बराबर है इसलिए कोई बहुत उत्सुक नहीं है कि वे किस तरह के कार्यक्रम के लिए आ रहे हैं उन्होंने किस तरह का कार्यक्रम किया है और स्नातक होने के बाद भी वे एक नौकरी चुन सकते हैं जिसमें विशेष रूप से स्नातक होने के साथ बहुत कुछ नहीं हो सकता है यह उस तरह की बात है जिसे हमें सामान्य कार्यक्रमों के संबंध में समझने की आवश्यकता है जबकि इंजीनियरिंग या चिकित्सा पेशेवर डिग्री के मामले में स्नातकों का एक बड़ा प्रतिशत नौकरियों की तलाश करेगा जो उस शिक्षण से संबंधित हैं जिसमें उन्होंने स्नातक किया है अब चाहे जो भी रास्ता चुना जाए इसका मतलब है कि जो भी नौकरी जो भी चीज आपको हर स्नातक में मिलती है उसे ज्ञान और कौशल और दृष्टिकोण प्राप्त करना चाहिए जो उसे बड़े पैमाने पर भारत और दुनिया का एक प्रभावी और जिम्मेदार नागरिक बनने में सक्षम बनाता है यहां प्रभावी नागरिक का मतलब यह भी होगा कि आप जो भी काम कर रहे हैं आप इसे प्रभावी ढंग से कर रहे हैं मैं एक कार्यालय में एक साधारण कार्यालय प्रशासक या एक रिसेप्शनिस्ट बन सकता हूं जो भी आप करते हैं वह आपके शिक्षण के साथ कुछ भी नहीं करता है जिसमें आप काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी हर स्नातक के पास कुछ ज्ञान कौशल और दृष्टिकोण होने चाहिए जो उन्हें सक्षम करें भारत का एक प्रभावी और जिम्मेदार नागरिक होने के लिए और इन दिनों आपको बड़े पैमाने पर दुनिया को जोड़ना है और ये कई लोगों द्वारा स्नातक विशेषताओं को भी कहा जाता है यदि आप चाहते हैं कि आप प्रोग्राम आउटकम्स के लिए इंटरनेट पर खोजते हैं तो आप बहुत अधिक प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं आपको स्नातक विशेषताओं की खोज करनी चाहिए लेकिन हमारे परिचालन कारणों के लिए उन्हें NAAC द्वारा और साथ ही नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन द्वारा वर्तमान में भारत में प्रोग्राम आउटकम्स संदर्भित किया जाता है शब्द ग्रेजुएट एट्रीब्यूट का उपयोग भारत में नहीं किया जाता है और NAAC के लिए आवश्यक है कि विश्वविद्यालय और स्वायत्त संस्थान अपने स्वयं के प्रोग्राम आउटकम्स की पहचान करें वे निर्दिष्ट नहीं कर रहे हैं प्रोग्राम आउटकम्स किसी भी एजेंसी द्वारा दुनिया में कहीं भी निर्दिष्ट नहीं हैं हालांकि कई एजेंसियां इसके बारे में बात करती हैं और उन कौशल और ज्ञान का सुझाव देती हैं जिनकी आवश्यकता होती है लेकिन कोई भी विधान नहीं करता है कि ये प्रोग्राम आउटकम्स हैं जिनका आपको पालन करने की आवश्यकता है अब इससे पहले कि हम POs लिखें आखिरकार हम एक विशेष संदर्भ में एक कार्यक्रम की पेशकश करते हैं जिस तरह के कार्यक्रमों की पेशकश हमने 20 30 साल पहले की थी अभी नहीं है और न ही देश में स्थिति पहले जैसी है तो अब संदर्भ क्या है जिसे हमें POs ICT लिखते समय ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पूरी तरह से फिर से परिभाषित कर रही है कि व्यावसायिक व्यवसाय और कार्यालय का काम कैसे किया जाता है हमें इस पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि हर कोई एक सेल फोन का उपयोग करता है और कार्यालयों में अधिकांश गतिविधियां कंप्यूटर का उपयोग करके भी हो रही हैं और संचार बहुत व्यापक रूप से उपलब्ध लोगों के पास हो गया है अब 4 G है अब हम जल्द ही 5G में प्रवेश करेंगे वह दर जिस पर जानकारी को सभी रूपों के पाठ रूप में स्थानांतरित किया जाता है जिसे आप चित्र रूप कहते हैं या वीडियो रूप में लगभग तात्कालिक बन रहा है इसलिए ICT लगातार इस बात को फिर से परिभाषित करने जा रही है कि पेशेवर और व्यावसायिक और कार्यालय का काम कैसे किया जाएगा हालाँकि आपने अपने कार्यक्रम को पूरा करने के लिए खुद को प्रशिक्षित किया है और ICT के साथ किसी भी प्रकार की नौकरी में शामिल हो रहे हैं जिसे याद किया जाना चाहिए इस हद तक कि स्नातक के तुरंत बाद ICT आपके पेशेवर जीवन में बहुत प्रभावी भूमिका निभाता है लेकिन जैसा कि आप पिछले एक अंतिम आइटम को देख सकते हैं कि भारत में शिक्षण और सीखने में ICT का उपयोग बहुत ही सीमित है इसलिए यह आवश्यक या उचित है कि किसी संस्थान में 3 साल की गतिविधि के दौरान सभी स्नातक छात्र अपनी गतिविधियों में ICT के उपयोग के लिए एक अच्छा प्रदर्शन प्राप्त करें एक और विशेषता जो आज की दुनिया में बदलती है हर देश में जनसांख्यिकीय परिवर्तन लगातार हो रहे हैं लोग आगे पीछे हो रहे हैं और लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में गांवों से शहरों की ओर बढ़ रहे हैं इसलिए यदि आप किसी भी क्षेत्र की जनसांख्यिकीय तस्वीर लेते हैं तो यह लगातार बदलता रहता है और इसके शीर्ष पर आपके पास लगातार बदलते वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य हैं बस अखबार पर एक नज़र आपको बताएगा कि हर समय किस तरह के बदलाव हो रहे हैं आज की दुनिया में और अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि सामाजिक और पर्यावरणीय परिदृश्यों को बदलना जहां भूख गरीबी सार्वजनिक स्वास्थ्य स्थिरता जलवायु परिवर्तन जल संसाधन और सुरक्षा उन महान समस्याओं का गठन करते हैं जो वर्तमान में और विशेष रूप से भारत में मानवता का सामना करते हैं यदि आप देखते हैं तो बस एक सप्ताह के समाचार पत्र उन सभी मुद्दों पर प्रमुख लेख या समाचार आइटम पाएंगे जिन्हें हमने अब सूचीबद्ध किया है इसका मतलब है कि इन सभी सुविधाओं में भूख गरीबी सार्वजनिक स्वास्थ्य स्थिरता जलवायु परिवर्तन ये सभी एक सतत चीज होने जा रहे हैं और फिर आज के स्नातक को उस वातावरण में काम करना होगा आप मानसिक रूप से उस शिक्षण को जिस से आप जुड़े हैं और सामान्य परिदृश्य को अलग नहीं कर सकते हैं आप उन्हें कम नहीं कर सकते आपको उसके भीतर काम करना होगा तो किसी को न केवल उस के साथ रहना सीखना होगा और किसी को भी अपने पाठ्यक्रम को फिर से डिज़ाइन करना चाहिए जो भी इन परिदृश्यों के संदर्भ में आपका शिक्षण है आप यह नहीं कह सकते कि मैं इसके बारे में लापरवाह हो सकता हूं मैं एक शुद्ध भौतिकी वाला व्यक्ति हूं जिसकी मुझे केवल भौतिकी या गणित में दिलचस्पी है ऐसा नहीं है आपको इन मुद्दों पर कम से कम एक अनावरण या संवेदनशीलता होना चाहिए और इसके लिए तैयार रहना चाहिए और इसके शीर्ष पर हमारे पास एक विशेष क्षेत्र है भारत विशेष रूप से बड़ी धार्मिक भाषाई और सांस्कृतिक विविधता की विशेषता है तो यह वह संदर्भ है जिसमें हमारे कार्यक्रमों को संचालित करना होता है और इस संदर्भ को विभिन्न मापों में पाठ्यक्रम में परिलक्षित होना चाहिए जो आप डिजाइन करते हैं अब जैसा कि हमने कहा कि सामान्य कार्यक्रमों के लिए PO को मान्यता एजेंसी द्वारा नहीं लिखा जाना चाहिए या नहीं लिखा जाना चाहिए तो आपके पास उनके कई संस्करण होंगे वास्तव में यदि आप किसी भी विश्वविद्यालय में या तो पूर्वी देशों में और सभी पश्चिमी देशों में जाते हैं तो आप किसी भी विश्वविद्यालय में जाते हैं और उन्हें देखते हुए परिभाषित करेंगे कि वे उन्हें स्नातक की योग्यता या समकक्ष प्रोग्राम आउटकम्स कह सकते हैं इसलिए सामान्य कार्यक्रमों के लिए इन PO के विभिन्न संस्करणों को प्राप्त करने में कोई कमी नहीं है हमने इनमें से कुछ से सलाह ली उदाहरण के लिए कुछ संसाधनों के सूचक वांछनीय PO वे NAAC मान्यता ढांचे के मुख्य मूल्यों को शामिल करते हैं हालांकि वे उन्हें POs नहीं कहते हैं लेकिन कमोबेश वे POs के संकेत हैं NAAC और संस्थानों के मुख्य मूल्य यह एक बहुत ही अजीब संगठन है लेकिन हमने उनकी पहचान की है कि 21 वीं सदी के कौशल इस पर एक बड़ा काम है इंस्टिट्यूट ऑफ म्यूजियम एंड सर्विसेज फ्यूचर वर्क स्किल्स 2020 फीनिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट ने वैश्विक उच्च शिक्षा में एक झुकाव किया है एक अकादमिक क्रांति पर नज़र रखना यह 2009 की UNESCO की रिपोर्ट है और अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ हायर एजुकेशन AAHE के ग्रेजुएट अटरीब्यूट्स AAHE यह यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रतिनिधि निकायों में से एक है और एसेंशियल लर्निंग आउटकम्स जो वे उन्हें लर्निंग आउटकम्स कहेंगे वे ग्रेजुएट अटरीब्यूट्स या प्रोग्राम आउटकम्स के लिए एक सामान्य शब्द अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज और मैं विशेष रूप से यह उल्लेख कर रहा हूं कि यह एवरनो कॉलेज नाम का एक छोटा कॉलेज है और उन्होंने एक संकेत के रूप में आज और कल की मुख्य क्षमताओं के माध्यम से ग्रेजुएट अटरीब्यूट्स का एक उत्कृष्ट सेट लिखा है इन सभी नमूनों को एक संसाधन दस्तावेज के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है जो पाठ्यक्रम शुरू होने पर आपके लिए सुलभ होगा अब हमने 12 POs के बारे में विचार के लिए पहचान लिया है हम यह नहीं कह रहे हैं कि आपको वास्तव में अनुसरण करना है लेकिन इन सभी दस्तावेजों का सर्वेक्षण करने के बाद एक तरह से शुरुआती बिंदु के रूप में हमने उनमें से 12 की पहचान की है और फिर हम कुछ प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम्स के संबंध में विस्तार से बताएंगे आलोचनात्मक सोच इसका मतलब है आप सोच में एक विशेषण जोड़ते हैं इसका मतलब है आप सोच की कुछ वांछनीय विशेषताओं के बारे में बात कर रहे हैं अब इसका क्या मतलब है यहाँ आलोचनात्मक सोच हमारी सोच और कार्यों को निर्धारित करने वाली मान्यताओं की पहचान करने के बाद सूचित कार्रवाई करती है इन मान्यताओं को सटीक और वैध मानने और विभिन्न दृष्टिकोणों से बौद्धिक संगठनात्मक और व्यक्तिगत दोनों तरह से देख रहे हैं हम वापस आएंगे और विस्तृत करेंगे थोड़ा और PO2 समस्या को हल करना हर किसी को कुछ समस्याओं को हल करना होगा मानविकी या सामाजिक विज्ञान या गणित या विज्ञान से प्राप्त ज्ञान कौशल और दृष्टिकोण का उपयोग करके चिंता के विषयों से समस्याओं का समाधान करें इसलिए आप इन विषयों में से किसी भी समस्या को हल करते हैं जो एक सामान्य कार्यक्रम हैI फिर सभी को सभी के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करना होगा तो प्रभावी संचार अंग्रेजी में और एक भारतीय भाषा में व्यक्तिगत रूप से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से स्पष्ट रूप से बोलना पढ़ना लिखना और सुनना और लोगों विचारों पुस्तकों मीडिया और प्रौद्योगिकी को जोड़कर दुनिया का अर्थ बनाना यह प्रभावी संचार है PO4 व्यक्तिगत और टीम वर्क सभी को सभी गतिविधियों प्रभावी ढंग से कार्य करना होगा जो भी व्यवसाय में आप हैं आप हमेशा किसी न किसी तरीके से एक समूह में और एक व्यक्ति के रूप में काम कर रहे हैं इसलिए PO 4 एक व्यक्ति के रूप में और विभिन्न टीमों में एक सदस्य या एक नेता के रूप में और विभिन्न प्रकार की समायोजन में प्रभावी ढंग से कार्य करने से संबंधित है इसलिए व्यक्ति को काम करने में सक्षम होना चाहिए और यह विशेष कौशल किसी भी प्रकार के काम में बेहद महत्वपूर्ण है जो आप काम कर रहे हैं PO5 नैतिकता आपके स्वयं के सहित कई मूल्य प्रणालियों को समझती है आपके निर्णयों के नैतिक आयाम और उनके लिए जिम्मेदारी स्वीकार करती है PO6 पर्यावरण और स्थिरता सामाजिक और पर्यावरण संदर्भों और सतत विकास में प्रौद्योगिकी और व्यावसायिक प्रथाओं के प्रभाव को समझते हैं PO7 स्व निर्देशित और आजीवन सीखना यह किसी भी ज्ञान के सीमित शैल्फ जीवन के कारण तेजी से महत्वपूर्ण होता जा रहा है जो आपके पास है और तकनीक भी बहुत तेजी से बदल रही है हमारी प्रथाओं में बहुत तेजी से बदलाव होता है तो उस हद तक हर स्नातक छात्र सामाजिक तकनीकी परिवर्तनों के व्यापक संदर्भ में स्वतंत्र और आजीवन सीखने में संलग्न होने की क्षमता प्रदर्शित करता है यह हर स्नातक के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है PO8 जिसे हम डिज़ाइन मनोवृत्ति कहते हैं वांछित परिणामों के लिए कार्यों और कार्य प्रक्रियाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और विकसित करते हैं इसका मतलब है आपको उस हद तक एक वांछित परिणाम प्राप्त करने की दिशा में काम करना होगा जो मुझे कार्य का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम होना चाहिए और वांछित परिणामों की ओर बढ़ने के लिए उन कार्यों और कार्य प्रक्रियाओं को विकसित करना होगा PO9 एक कम्प्यूटेशनल सोच है और आज की दुनिया हर पहलू पर आधारित डेटा है जो भी आप कर रहे हैं इसलिए एक स्नातक को कंप्यूटिंग प्रौद्योगिकी आधारित उपकरणों का उपयोग करके डेटा को अमूर्त अवधारणाओं में अनुवाद के माध्यम से डेटा आधारित तर्क को समझने में सक्षम होना चाहिए और फिर PO10 प्रभावी नागरिकता हैसामाजिक सरोकार और इक्विटी केंद्रित राष्ट्रीय विकास और मुद्दों की एक जागरूक जागरूकता के साथ कार्य करने और स्वयं सेवा के माध्यम से नागरिक जीवन में भाग लेने की क्षमता प्रदर्शित करता है इसका मतलब है आपको एक प्रभावी नागरिक बनने के लिए खुद को प्रशिक्षित करने में सक्षम होना चाहिए PO11 वैश्विक परिप्रेक्ष्य में अर्थशास्त्र सामाजिक और पारिस्थितिक संबंधों को समझते हैं जो दुनिया के देशों और लोगों को जोड़ते हैं यह संवेदनशीलता है जो हर किसी के पास होनी चाहिए और फिर PO12 सौंदर्य कार्य कला के साथ संलग्न करने और कलात्मक अभिव्यक्ति से अर्थ और मूल्य आकर्षित करने की क्षमता को प्रदर्शित करता है और मास्टर करता है जो व्यापक सामाजिक सांस्कृतिक और सैद्धांतिक रूपरेखाओं के साथ कला में भागीदारी के सहज आयामों को एकीकृत करता है इसलिए इन कथनों को फिर से जिस तरह से कहा गया है कि वे अद्वितीय नहीं हैं एक उन्हें पुन प्रस्तुत कर सकता है लेकिन प्रत्येक स्नातक विशेषता या प्रत्येक प्रोग्राम आउटकम्स के लिए केवल एक वाक्य लिखा जाना चाहिए अब हमें जो करने की आवश्यकता है जैसा कि हम देखते हैं कि सभी 12 महत्वपूर्ण हैं आप यह नहीं कह सकते हैं कि यह महत्वपूर्ण नहीं है सब कुछ महत्वपूर्ण है संभवतः हम कुछ और लिख सकते हैं जिन्हें समान रूप से महत्वपूर्ण भी माना जा सकता है अब वर्तमान परिदृश्य क्या है प्रोग्राम आउटकम्स के एक सेट को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम तैयार करना या सामान्य कार्यक्रमों का संचालन करना भारत के सभी उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए बहुत नया नहीं है जब भी आप किसी भी सेमिनार या मीटिंग्स के माध्यम से संकाय से बात करते हैं तो आप किसी शब्द को कहते हैं जैसे कि ग्रेजुएट एट्रिब्यूट या प्रोग्राम आउटकम्स वे कहते हैं कि ऐसा क्यों है तो हमें भी इससे चिंतित क्यों होना चाहिए अभी जाहिर है कि इन विचारों को सभी संकायों के लिए सभी तरह से उपयोगी बनाने में काफी समय लगेगा इसलिए जबकि सभी 12 प्रोग्राम आउटकम्स महत्वपूर्ण हैं जिन्हें संबोधित करने के लिए PO की संख्या को एक छोटे स्तर पर रखा जाना चाहिए ताकि स्वीकार्य स्तर सुनिश्चित हो सके सभी 12 को लिखने का कोई मतलब नहीं है और बस उनके बारे में भूल जाओ और करना जारी रखें तुम क्या कर रहे हो इन आउटकम्स को प्राप्त करने के लिए वास्तव में अपनी गतिविधियों का संचालन करना एक सरल कार्य नहीं है यह काफी मात्रा में प्रयास करने जा रहा है इसलिए यदि आप उनकी प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रयास नहीं करते हैं तो उन्हें सूचीबद्ध करने का कोई मतलब नहीं है तो इसीलिए मेरा सुझाव यह है कि पहले 7 PO विचार के लिए दिए जाएं जो भी PO आपको सुझाए जाते हैं वे पहले 7 POs को एक उच्च शिक्षा के सामान्य कार्यक्रमों के प्रोग्राम आउटकम्स के रूप में लेते हैं जो कि पहले 7 तक ही सीमित है एक और सेट लेने के लिए उनका स्वागत है उनकी समितियों को विशेष रूप से इसके लिए गठित किया गया है जो उन निर्णयों को करना चाहिए लेकिन इस कोर्स के लिए हम निम्नलिखित सभी अभ्यासों के लिए इन सात POs पर विचार करेंगे जो हम करते हैं लेकिन हम जो अभ्यास करते हैं वह PO के समान ही होगा जो अंततः विश्वविद्यालय चयन करता है एक बात यह है कि कई स्तर हैं 12 में से आप 7 में से कुछ को हटा सकते हैं या कुछ को जोड़ सकते हैं जो एक स्तर है और 7 चयनित होने पर आप कुछ PO को फिर से जोड़ना चाहते हैं एक ऐसा PO जो आपको लगता है कि आपके दिमाग में जो बेहतर है उसका प्रतिनिधित्व कर सकते हैं आपका स्वागत करते हैं तो विश्वविद्यालय या संस्थान द्वारा उपयोग किए जाने वाले PO के अंतिम सेट का चयन किया जाना चाहिए जो अकादमिक परिषद या उस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से बनाई गई समिति द्वारा लिखित है तो इन सुझाए गए PO को किसी के PO लिखने के लिए शुरुआती बिंदु माना जा सकता है अब हम 7 POs पर नजर डालते हैं पहला आलोचनात्मक सोच से संबंधित है पहले कथन को समझने में वक्त खर्च करना चाहिए इसके लिए कई बार पढ़ लेना होगा और अपने सोचने के तरीके से संबंधित होना चाहिए अब एक समूह है जिसे क्रिटिकल थिंकिंग डॉट ORG crticialthinkingorg कहा जाता है विभिन्न विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों का एक समूह जिसे आप कह सकते हैं कि एक समूह बनाया और वे आलोचनात्मक सोच को देखते रहें और लोगों को आलोचनात्मक सोच प्रशिक्षित करने के लिए औजारों और तरीकों का निर्माण करते इसलिए मैं जो वक्तव्य प्रस्तुत कर रहा हूं वे उन्हीं में से हैं आलोचनात्मक सोच सुधार करने की दृष्टि से सोच का विश्लेषण और मूल्यांकन करने की कला है हम सभी सोचते हैं लेकिन क्या हम अपनी सोच की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं और यह केवल तभी सुधारा जा सकता है जब आप अपनी सोच का विश्लेषण और मूल्यांकन करना सीख सकें उदाहरण के लिए आप स्वीकार करते हैं कि सभी इस सोच को आप अपने आप पर छोड़ देते हैं यदि आप स्वयं को प्रशिक्षित नहीं करते हैं तो यह पूर्वाग्रही विकृत आंशिक रूप से विकृत या सही सही पूर्वाग्रहित है यह हम सभी जानते हैं क्योंकि हम बचपन से जिस तरह के अनुभवों से गुजरे हैं लेकिन आम तौर पर हर किसी की सोच कुछ हद तक या दूसरे से विकृत पक्षपाती आंशिक होती है इसलिए हमारे जीवन की गुणवत्ता और हम जो बनाते हैं या जो हम करते हैं वह हमारे विचार की गुणवत्ता पर निर्भर करता है विचार में उत्कृष्टता हालाँकि व्यवस्थित रूप से खेती की जानी चाहिए यह किसी के पास स्वचालित रूप से या स्वाभाविक रूप से नहीं आती है आपको खेती करनी होगी आपको अनुभवों की श्रृंखला से गुजरना होगा और किसी को इस पर टिप्पणी करनी चाहिए कि आप क्या हैं आप क्या सोच रहे हैं और आपको अपनी सोच को सुधारने की प्रक्रिया से गुजरना चाहिए अब हम यह कैसे सुनिश्चित करते हैं कि यह किया जा सकता है उदाहरण के लिए यदि आप एक उच्च शिक्षा सामान्य कार्यक्रम को देखते हैं तो हम क्या करते हैं आपको एक पेपर लिखने के लिए कहा जा सकता है या आपको कोई गतिविधि करने के लिए कहा जा सकता है या आपको इनमें से किसी एक को रीडिंग असाइनमेंट दिया जा सकता है आलोचनात्मक सोच की सहायता करने का एक तरीका आपको उस गतिविधि के उद्देश्य को बताना होगा कौन से प्रश्न उठाया जा रहा है उपयोग की जा रही जानकारी निष्कर्ष कैसे पहुंचा जा रहा है इसका मुख्य विचार या अवधारणा क्या है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अंतर्निहित धारणाएं क्या हैं कभी कभी मान्यताओं को कहा जाता है कभी कभी वे नहीं होते हैं विशेष रूप से सामाजिक विज्ञान या उस से संबंधित विषयों में धारणाएं बनाई जाती हैं लेकिन वे कभी नहीं बताई जाती हैं क्या हम उसमें शामिल मान्यताओं की पहचान कर सकते हैं और निहितार्थ या स्थिति अगर मैं एक स्थिति लेता हूं तो इसके निहितार्थ क्या हैं और फिर आपके पास कुछ दृष्टिकोण हैं इसलिए यदि किसी छात्र से 3 साल में बार बार इस तरह का काम करने के लिए कहा जाता है तो उम्मीद है कि उसकी सोच की गुणवत्ता में सुधार होगा यही वह जगह है जहाँ आलोचनात्मक सोच मिलती है अब PO2 पर आते हैं जो किसी भी विषय में समस्या को हल करने से संबंधित है जिसे आपको कुछ समस्याओं को हल करना है और आपको इन समस्याओं को हल करने के लिए कुछ ज्ञान कौशल और दृष्टिकोण की आवश्यकता है आम तौर पर ये इस विशेष विषय से हासिल किए जाते हैं जिसे आप विशेषज्ञता प्राप्त कर रहे हैं तो यह काफी सरलता से होता है जो कि अधिकांश पाठ्यक्रमों में होता है जो मुख्य रूप से इस आउटकम को संबोधित करते हैं सभी पाठ्यक्रम निश्चित रूप से इस आउटकम को संबोधित करेंगे लेकिन जब यह करने की बात आती है मूल्यांकन कि आपका आंतरिक निरंतर आंतरिक मूल्यांकन है या यहां तक कि अंतिम परीक्षा भी है तो वे कई प्रश्न पूछ सकते हैं जो आपको परीक्षा में समस्याओं को हल करने के लिए नहीं कह सकते हैं वे आपसे बस यह पूछ सकते हैं कि आप क्या कहते हैं कुछ याद रखें और इतने पर छोटा नोट लिखें और प्रश्नों का प्रतिशत जो आपको समस्याओं को हल करने के लिए कहेंगे बहुत छोटे होंगे अध्याय के अंत में समस्या कम से कम इस PO को संबोधित किया जाएगा विज्ञान विषयों के मामले में आसानी से प्राप्त किया जा सकता है लेकिन अन्य विषयों के मामले में आपको सचेत रूप से कुछ समस्याओं को डिजाइन करना होगा जिन्हें हल करने की आवश्यकता है अब कौन सी गतिविधियाँ अध्याय की समस्याओं का समाधान करती हैं उस संदर्भ को समझें जिसमें एक समस्या दी गई थी अपने शिक्षण में जटिल समस्याओं का उदाहरण दें यह देखते हुए कि जटिलता कठिनाई से अलग है एक कठिन समस्या आवश्यक रूप से जटिल नहीं है और एक जटिल समस्या जरूरी नहीं कठिन है और छात्रों को जटिल समस्याओं के लिए कई समाधान देने के लिए प्रशिक्षित करें ये कुछ ऐसी गतिविधियाँ हैं जो इस विशेष प्रोग्राम आउटकम्स को प्राप्त करने या बढ़ाने की सुविधा प्रदान करेंगी और फिर प्रभावी ढंग से बोलने पढ़ने लिखने और सुनने के लिए व्यक्ति और अंग्रेजी में और एक भारतीय भाषा में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से स्पष्ट रूप से आना और लोगों के विचारों पुस्तकों मीडिया और प्रौद्योगिकी को जोड़कर दुनिया का अर्थ बनाना क्योंकि हम कभी भी अकेले काम नहीं करते हैं हम समाज में परिवार में पेशे के स्तर पर एक समूह में रहते हैं इसलिए आपको सभी लोगों के साथ बहुत प्रभावी ढंग से संवाद करने की आवश्यकता है तो किसी भी संगठन के एक स्नातक कर्मचारी को अपने समुदाय के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करना होगा हम कहते हैं कि आप एक बैंक क्लर्क हैं तो आप ऐसे लोगों के साथ संवाद कर रहे हैं जो इसी तरह से प्रशिक्षित हैं इसलिए कोई भी आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले समरूपों का उपयोग करके बहुत प्रभावी ढंग से संवाद कर सकता है लेकिन निश्चित रूप से यदि आप जिस तरह से दुनिया के बाहर अपने साथियों के साथ संवाद करते हैं वह समझ में नहीं आता है इसलिए आपको अपने संचार को बदलना होगा यदि आप अपने समुदाय से बाहर व्यक्तियों के साथ संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं स्नातक कर्मचारी को बड़े पैमाने पर शिक्षित लोगों के साथ संवाद करने की आवश्यकता होती है जिसमें बड़े संगठन के ग्राहक भी शामिल हैं विशेष रूप से सरकारी कर्मचारियों के लिए जहां वे जनता के साथ बातचीत करते हैं और जनता का मतलब है कि सभी प्रकार की शैक्षिक पृष्ठभूमि वाले लोग आएंगे इसलिए ग्राहकों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने के लिए सीखने की जरूरत है सभी संगठनात्मक कार्य समूहों में किए जाते हैं जब आप एक समूह के रूप में काम करते हैं तो इसके लिए सभी सदस्यों को एक सामान्य रूप से सहमत स्वरूपों में अपने दिन के काम को दस्तावेज और संवाद करने की आवश्यकता होती है तो कुछ गतिविधियाँ जिन्हें आपकी कक्षा में शामिल किया जा सकता है उन रिपोर्ट को लिखें जो घोषित रूब्रिक के अनुसार मूल्यांकन किए जाते हैं जब आप एक रिपोर्ट लिखते हैं तो इसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए और उन्हें अंक मिलने चाहिए घोषित रूब्रिकों के अनुसार मूल्यांकन करने वाले व्यक्तियों को साथियों के साथ प्रस्तुत करना प्रस्तुत गतिविधि पर प्रतिक्रिया दें किसी को भी प्रतिक्रिया देना सीखना चाहिए और यही नहीं प्रस्तुत गतिविधि पर दिए गए प्रतिक्रिया को भी दस्तावेज़ित करें तो ये कुछ संभावित गतिविधियाँ हैं जो किसी विशेष प्रोग्राम आउटकम्स प्राप्त करने के लिए इनकी तुलना में कई अधिक हो सकती हैं हम आपसे जो करने का अनुरोध करते हैं वह है अपने दृष्टिकोण में PO की पहचान करना जो चिंता के कार्यक्रम के सुझाए गए सात PO में से एक को बदलना चाहिए सुझाए गए POs में से किसी एक के इन प्रस्तावित प्रतिस्थापन के लिए कारण बताएं इसलिए हमने आपको 12 दिए हैं जो आपको लगता है कि एक विशेष प्रतिनिधित्व नहीं करता है कि आपके मन में क्या है आप इसे पहचानते हैं और फिर इस प्रस्तावित प्रतिस्थापन के लिए अपने कारणों को लिखते हैं और उस पाठ्यक्रम से नमूना गतिविधियां लिखें जो आपने पढ़ाया है जिससे PO1 PO2 और PO3 की प्राप्ति हो सकती है फिर हम अगली इकाई के अन्य PO को देखेंगे PO 4 PO 5 PO 6 और PO 7 की प्रकृति और महत्व को समझेंगे और इतना ही नहीं हम चिंता के कार्यक्रम के PSO को भी लिखने का प्रयास करेंगे और धन्यवाद आपको यूनिट 7 में फिर से मिलेंगे